सभी को नमस्कार पिछली कक्षा में हमने डिमल्टीप्लेक्सर और डिकोडर पर चर्चा की थी ठीक है तो हमने देखा है कि डिकोडर कैसे इनपुट डाटा इनपुट और स्ट्रोब इनपुट के उचित संयोजन से डिमल्टीप्लेक्सर को डिकोडर की तरह भी देखा जा सकता है अब हम वहां से अपनी चर्चा को बढ़ाते हैं जहां हमने यह समझना शुरू किया था कि डिकोडर कैसे BCD इनपुट के लिए डिकोडिंग का कार्य करता है और फिर हम एनकोडर पर चर्चा करेंगे तो यह अवधारणा है जो हम इस विशेष कक्षा में कवर करेंगे BCD से डेसिमल डिकोडर तो BCD क्या है BCD बाइनरी कोडेड डेसिमल है जब भी हम डेसिमल संख्या 0 से 9 के बारे में बात करते हैं तो डेसिमल का मतलब आधार 10 इसलिए 10 डिजिट वहां है बायनरी कोडिंग के संदर्भ में हम उन्हें 0 0 0 0 जो आपका डेसिमल संख्या 0 है से 1 0 0 1 के रूप में दर्शाते हैं ठीक है वह आपका डेसिमल संख्या 9 है तो यह मूल समझ है कि 0 0 0 0 डेसिमल 0 है 0 0 0 1 डेसिमल 1 है यह 1 0 0 1 डेसिमल 9 है तक जाता है जब हम BCD से डेसिमल डिकोडर के बारे में बात करते हैं तो इनपुट एक BCD संख्या होगी और आउटपुट वह होगा जो भी BCD संख्या दर्शाता है ठीक है संबंधित आउटपुट डिकोड हो जाएगा ठीक है यदि 0 0 0 0 यहां उपस्थित है सभी 0's उपस्थित है तो यह सक्रिय होगा और बाकी सभी निष्क्रिय होंगे यदि 0 0 0 1 उपस्थित है यह 1 सक्रिय होगा और बाकी सभी निष्क्रिय होंगे यह समझ है BCD से डेसिमल डिकोडर से हमारा यही अर्थ है तो यह उपयोगी है क्योंकि कई स्थितियों में यह BCD संख्या यह अलग अलग अनुप्रयोगों में हमारे सामने आएगी ठीक है उसके लिए हमारे पास एक मानक IC इंटीग्रेटेड सर्किट उपलब्ध है चिप उपलब्ध है जो IC 7445 है ड्राइवर क्या है हम बाद में देखेंगे पहले हम देखते हैं कि इसका क्या मतलब है डिकोडर की तरह क्या हुआ है जब DCBA सभी निम्न 0 0 0 0 है ठीक है तो यहां क्या हो रहा है

अक्सर यह BCD संख्या दर्शाई जाती है तो 0 से 9 एक 7 सेगमेंट डिस्पले में दर्शाई जानी है 7 सेगमेंट डिस्पले यह कैसा दिखता है यदि आपने कोई देखा हो तो मूल रूप से उसमें a b c d e f g 7 ऐसे सेगमेंट होंगे और जब यहां 0 0 0 0 प्रस्तुत किया जाता है यहां 0 0 0 0 प्रस्तुत किया जाता है ठीक तो यह सभी अलग अलग LEDs है यह संबंधित LEDs a b c d e f g है जो आप यहां पर देखते हैं ठीक है लेकिन ये एक पैकेज में व्यवस्थित होती है जहां यह कुछ इस तरह दिखती है यह पिन यहां है और यह पैकेज है जहां यह LEDs उपस्थित है 7 LED यह है जब भी 0 0 0 0 उपस्थित है तो कौन सी LED जलेगी यह LED यह LED यह LED यह LED यह LED और यह LED संबंधित LED ये LED हैं जो जलेंगी इसका मतलब a b c d e f g नहीं जलेगी ठीक जब 1 उपस्थित है इसका मतलब 0 0 0 1 उपस्थित है कौन सी LED जलेगी b और c जलेगी इसी प्रकार अन्य स्थितियों के लिए अब आप समझ सकते हैं कि a उन स्थितियों के लिए जलेगी जब इनपुट पर 0 2 3 5 6 7 यह उपस्थित हैं ठीक और b जलेगा जब यह उपस्थित है तो आप क्या कर सकते हैं

उदाहरण के लिए हम उदाहरण लेते हैं माना 1 और 2 यदि 1 और 2 एक साथ दबाए जाते हैं एक साथ उपस्थित है 1 और 2 एक साथ उपस्थित है तो क्या होगा तो यह उच्च हो जाएगा और यह भी उच्च हो जाएगा इसलिए आउटपुट 0 0 1 1 हो जाएगा बाहरी दुनिया को यह दिखेगा कि इनपुट 3 उपस्थित है जो त्रुटिपूर्ण है ठीक है इसलिए इस स्थिति में हमें इनकोडिंग प्राप्त करने के लिए अलग तरीके की क्रियाविधि सोचने होगी और फिर यहां प्रायोरिटी इनकोडिंग की अवधारणा आती है ठीक है वह क्या है